कीवर्ड्स पायलट दबाव प्रवाह नियंत्रण वाल्व एक्चुएटर दिशा नियंत्रण वाल्व निकास वाल्व प्रवाह नियंत्रण चेक वाल्व पायलट पोर्ट औद्योगिक स्वचालन नियंत्रण के 30 वे पाठ में आपका स्वागत है इस पाठ में हम देखने जा रहे हैं न्यूमेटिक प्रणालियों को देखने जा रहे हैं इसलिए पाठ 30 में हम अधिक घटकों न्यूमेटिक घटकों को देखेंगे हम एक प्रकार के लॉजिक को देखते हैं जिसे न्यूमेटिक लॉजिक कहा जाता है और हम कुछ नियंत्रण अनुप्रयोगों को देखेंगे और अंत में हम हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ तुलना देखेंगे तो और निर्देशात्मक उद्देश्य सबसे पहले हैं आप जानते हैं कि कुछ विशिष्ट वाल्व निर्माणों को खींचने में सक्षम हैं AND OR प्रकार के न्युमेटिक लॉजिक्स का वर्णन करने में सक्षम कुछ विशेष प्रकार के वाल्वों के विभिन्न कार्यों की व्याख्या करने में सक्षम जो कि न्युमेटिक में एक त्वरित निकास की तरह उपयोग किए जाते हैं प्रवाह वाल्व तुलनात्मक गुणों और न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक प्रणालियों के अवगुणों का उल्लेख करते हैं और कुछ नियंत्रण अनुप्रयोगों से भी परिचित होते हैं इसलिए हमने पहले से ही दिशा नियंत्रण वाल्वों को देखा है हमने उन्हें हाइड्रोलिक्स के दौरान भी देखा है इसलिए यहां बहुत कुछ नया नहीं है इसलिए वाल्व वास्तव में यहां दिखाया गया है वहां हैं इसलिए आप इनलेट और आउटलेट पोर्ट देख सकते हैं इसलिए आप देख सकते हैं कि यह तब है जब पायलट दबाव है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां स्प्रिंग है मुझे यहां एक उचित कलम चुनने दें इसलिए यह पायलट दबाव है इसलिए जब पायलट दबाव नहीं होता है तो एक स्प्रिंग होता है ठीक है ओह मैं देख रहा हूं कि यह इरेज़र के रूप में काम करता है मुझे पहले एक कलम चुनना होगा और फिर इस रंग का चयन करना होगा इसलिए हाँ हाँ इसलिए यह स्प्रिंग लोड है इसलिए जब कोई पायलट दबाव नहीं होता है कि यह स्प्रिंग इसे ऊपर धकेलने वाला है और यह इसे बंद करने जा रहा है इसलिए वाल्व दोनों तरफ से बंद है इसलिए यह प्रतीक दिखाया गया है और जब पायलट दबाव लागू होता है तो यह नीचे चला जाता है इसलिए प्रवाह सरल दो तरफा वाल्व होता है फिर हम तीन तरफा वाल्व पर आते हैं मूल रूप से यह दो पोर्ट हैं एक आपूर्ति है दूसरा निकास है और जैसा कि आप देख सकते हैं यह स्प्रिंग लोड भी है इसलिए जब कोई नहीं है तो यह है जब यह बटन संचालित होता है तो जब पुश बटन दबाया नहीं जाता है तो यह आपूर्ति बंद हो जाती है और सिलेंडर निकास से जुड़ा होता है इसलिए जब इसे दबाया जाता है तो यह होगा यह खुल जाएगा और यह बंद हो जाएगा यह बंद हो जाएगा इसलिए ये बिंदु बंद हो जाएंगे और आपूर्ति मिल जाएगी निकास से जुड़ जाएगा इसलिए यह आयत है ये मानक हैं आपने उन्हें हाइड्रोलिक्स कोड के दौरान भी देखा है इसलिए हम जाएंगे कि हम इस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास है यह एक विशेष प्रकार का वाल्व है जिसे त्वरित निकास वाल्व कहा जाता है इसकी आवश्यकता है क्योंकि यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो जैसा कि आपने कहा था कि न्यूमेटिक में कोई रिटर्न लाइन नहीं है इसलिए हवा है आम तौर पर वायुमंडल में जारी किया जाता है अब सवाल यह है कि आप इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं बेहतर यह है कि यह किसी एक्ट्यूएटर पर दबाव के संदर्भ में है या इसके संदर्भ में नहीं है क्योंकि हवा नहीं लगेगी क्योंकि इसके लिए अधिक दबाव की आवश्यकता नहीं होगी टयूबिंग के लिए हवा को चलाना और सिस्टम की समय प्रतिक्रिया में भी सुधार होगा इसलिए इस वाल्व का उपयोग कभी कभी तब किया जाता है जब आप दिशा नियंत्रण वाल्व पर हवा को जारी नहीं करते हैं हवा दिशा नियंत्रण वाल्व द्वारा संचालित होती है लेकिन एक त्वरित निकास वाल्व का उपयोग कर एक्ट्यूएटर पर जारी की जाती है इसलिए आप यहां एक निर्माण देख सकते हैं इसलिए जब सिलेंडर में दबाव डालते समय वे आमतौर पर सिलेंडर से जुड़े होते हैं तो यह है यह बुनियादी तंत्र है यह तंत्र है इसलिए यह ऊपर धकेल रहा है और जब इसे धक्का दिया जाता है तो इसे बंद कर दिया जाता है इसलिए हवा का रास्ता दिखाया जाता है हवा सिलेंडर में बह रही है यह DCV से आ रही है यह DCV या दिशा नियंत्रण वाल्व से है दूसरी ओर जब यह सिलेंडर से आ रहा है जब यह सिलेंडर से वापस आ रहा है तो इसे DCV में जाने की आवश्यकता नहीं है और इसे जारी किया जाता है इसे देखें यह इसे दबाएगा और इसलिए यह यह होगा करीब और हवा वास्तव में सिलेंडर में स्थानीय रूप से वायुमंडल में बह जाएगी इसलिए यह जल्दी से समाप्त हो गया है सही है तो यह विचार था इसलिए आप इसे देख सकते हैं इसलिए यह एक एक्ट्यूएटर है जिसे संचालित किया जा रहा है इसलिए क्या होता है कि हवा बहती है यह DCV है इसलिए हवा हवा इसमें प्रवाहित होता है और एक्ट्यूएटर को बढ़ाता है इसलिए एक्ट्यूएटर चलता है जब यह चलता है तो यह वास्तव में हवा को बाहर निकालता है इसलिए आप जानते हैं कि यह वास्तव में हवा को बाहर निकालता है इसलिए क्योंकि यह एक दबाव संचालित है इसलिए जब यह दबाव लाइन बढ़ता है तब यह वाल्व शिफ्ट होने जा रहा है जैसा कि हमने तंत्र दिखाया है तो यह हो जाता है वास्तव में इस से जुड़ा हुआ है और वहीं समाप्त हो जाता है इसे वास्तव में वापस नहीं आना पड़ता है इसे वास्तव में DCV में वापस नहीं आना पड़ता है इसलिए इस ट्यूबिंग का उपयोग वापसी पथ के लिए नहीं किया जाता है और हवा यहीं पर समाप्त हो जाती है इसलिए यह त्वरित निकास वाल्व का कार्य है आपके पास इसी तरह आप जान सकते हैं आप कभी कभी चाहते हैं कि एक तुल्यकालन सिंक्रोनाइजेशन उद्देश्यों के लिए आप चाहेंगे कि एक एक्ट्यूएटर लगाने के बाद तीन वाल्व वास्तव में एक के बाद एक आगे बढ़ेंगे इसलिए यदि आपको इस अवधारणा का एहसास करना है एक के बाद एक आपको धीरे धीरे बढ़ते समय की देरी पैदा करनी होगी जिसके बाद इस वाल्व को निष्पादित किया जाना चाहिए स्थानांतरित किया जाएगा तो ऐसा किया जाता है यह एक है आप जानते हैं कि यह एक विशिष्ट निर्माण है मूल विचार यह है कि जब दबाव बनाने और वास्तविक वाल्व को स्थानांतरित करने के लिए हवा बह रही है यदि आप बस एक चैंबर को अपने रास्ते पर रखते हैं तो कुछ समय में होगा पायलट से आने वाली हवा के लिए आवश्यक है कि दबाव से पहले उस कक्ष को भरने के लिए और मुख्य वाल्व को शिफ्ट किया जा सके इसलिए समय की देरी होगी इसलिए अब चैंबर की मात्रा के आधार पर आप परिवर्तनशील समय देरी बना सकते हैं तो ठीक वही है जो यहाँ होता है ठीक यही यहाँ होता है तो आप देखते हैं कि हवा यह पायलट पोर्ट है इसलिए हवा आती है और इस कक्ष को इसके बाद भर देती है क्योंकि यह दबाव चेंबर के कारण धीरे धीरे बनता है और फिर यह वाल्व को स्थानांतरित करता है तो यह वास्तव में स्पूल पर दबाव लागू करता है और यह वाल्व को स्थानांतरित कर देगा इसलिए यह एक बुनियादी तंत्र है जिसके द्वारा समय की देरी पैदा होती है इसी तरह आपके पास प्रवाह नियंत्रण वाल्व हैं इसलिए प्रवाह नियंत्रण वाल्वों का उपयोग मुख्य रूप से एक्ट्यूएटर की नियंत्रित गति के लिए किया जाता है विशेष रूप से जब यह लोड चला रहा हो तो आप कभी कभी जानते हैं जैसा कि हमने हाइड्रोलिक्स में उल्लेख किया है कि कभी कभी हम चाहते हैं कि कभी कभी हम चाहते हैं कि जबकि यह पीछे हट रहा है समय बचाने के लिए उच्च गति पर होना चाहिए लेकिन जब यह लोड चला रहा है तो यह कम गति पर होना चाहिए कभी कभी यात्रा के हिस्से के लिए यह एक गति से हो सकता है यात्रा के अंत में यह एक धीमी गति हो सकती है क्योंकि मूल रूप से इस तथ्य के कारण कि लोड में आमतौर पर जड़ता होती है और यदि आप लोड को बहुत तेजी से धक्का देते हैं तो बहुत अधिक गतिज ऊर्जा भार में जमा हो सकती है और यह जा सकता है और हिट कर सकता है तो स्ट्रोक के अंत की दिशा में गति को कम करने की आवश्यकता है इसलिए मूल रूप से प्रवाह नियंत्रण वाल्व का उपयोग सिलेंडर गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और आप जानते हैं आप इस प्रवाह नियंत्रण वाल्व को या तो आने वाले रास्ते में रख सकते हैं हवा या बाहर निकलने वाले मार्ग के रास्ते में हवा जो सिलेंडर के दूसरे आधे हिस्से से निष्कासित की जा रही है ठीक है अब यह पता चला है कि आम तौर पर एक है का एक लाभ है आप इन दोनों को जानते हैं इन दो मामलों को मीटर इन फ्लो कंट्रोल और मीटर आउट फ्लो कंट्रोल कहा जाता है इसलिए मीटर इन तब होता है जब आप फ्लो कंट्रोल वाल्व लगाते हैं इनकमिंग एयर फ्लो और मीटर आउट तब होता है जब आप इसे आउटगोइंग एयर फ्लो में डालते हैं इसलिए आमतौर पर लोग कभी कभी इसे आउटगोइंग फ्लो में रखना पसंद करते हैं क्योंकि इससे बैक प्रेशर बनता है जिसे आप जानते हैं कि वाल्व की गति को किस तरह से स्थिर किया जाता है आप सिलेंडर की गति को जानते हैं इसलिए जिस क्षण सिलेंडर तेजी से आगे बढ़ता है तुरंत फ्लो कंट्रोल वाल्व कुछ दबाव विकसित करता है जो सिलेंडर को डिस्लेरेट करता है इसलिए यह एक तरह का है इसलिए यह एक तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया है और यह सिलेंडर गति को स्थिर करेगा इसलिए एप्लिकेशन दिखाया गया है यहां इसलिए आप देखते हैं कि यह है मुझे लगता है कि हमने जलविद्युत के मामले में भी चर्चा की है जबकि द्रव बह रहा है यह इस मार्ग से बह रहा है इसलिए एक चेक वाल्व है जो प्रवाह नियंत्रण वाल्व को बायपास करता है इसलिए यह इस रास्ते पर जाएगा और यह यहां प्रवेश करेगा लेकिन जब यह द्रव बाहर आ रहा है जो स्पष्ट रूप से निष्कासित किया जा रहा है तो चेक वाल्व के माध्यम से पारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ नहीं है यह इस तरह से प्रवाह नहीं कर सकता है तो यह प्रवाह नियंत्रण वाल्व से होकर गुजरेगा और फिर अंत में निष्कासित हो जाएगा इसलिए इस प्रवाह नियंत्रण वाल्व का उपयोग किया जाता है उपयोग किया जाता है ताकि जब सिलेंडर इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो एक निश्चित है निश्चित गति है अधिकतम गति है कि यह कर सकते हैं यह आम तौर पर प्राप्त होगा आप कर सकते हैं आप इस दो वाल्व में विभिन्न प्रवाह नियंत्रण वाल्व सेटिंग्स यहाँ हो सकता है ताकि आप दो पक्षों पर आप सिलेंडर की अलग गति प्राप्त कर सकते हैं तो ठीक है तो यह है आप एक ही अवधारणा को जानते हैं आप जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है आप शुरू कर सकते हैं उफ़ इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप कर सकते हैं उदाहरण के लिए आपको जहां आवश्यक है उदाहरण लें विभिन्न आकार की विभिन्न वस्तुओं को दबाना इसलिए कुछ वस्तुएं बड़ी हो सकती हैं कुछ वस्तु छोटी हो सकती हैं इसलिए आप एक एक्ट्यूएटर रख रहे हैं जो आगे बढ़ रहा है और जब वह वस्तु से मिलता है तो उसे धक्का देता है जब तक कि वह एक निश्चित राशि के साथ क्लैंप न हो जाए क्लैम्पिंग बल निश्चित फिक्सिंग क्लैम्पिंग बल की मात्रा इसलिए आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आयामों के आधार पर स्ट्रोक जिसके बाद आवश्यक क्लैम्पिंग बल प्राप्त होगा ऑब्जेक्ट के आयाम पर निर्भर करता है अतः यदि वस्तु A है तो केवल इस बिंदु पर तब इस बिंदु पर केवल क्लैम्पिंग बल का एहसास होगा यदि यह B के आकार का है तो इस बिंदु पर क्लैम्पिंग बल का एहसास होगा यदि यह C है तो सिलेंडर कितना आगे बढ़ेगा और कहां रुकेगा यह चैंबर में विकसित दबाव के आधार पर निर्धारित किया जाना है इसलिए दबाव विकसित होगा मेरा मतलब है चैम्बर में बैकस्पेस को विकसित किया जाएगा जब यह नहीं हो सकता फिर से चलें ताकि आप देखें कि यह होगा यह होगा यह वास्तव में होगा फिर यह वास्तव में गति का विरोध करेगा इसलिए एक निश्चित दबाव अंतर पैदा होगा ठीक है तो आम तौर पर यह दबाव अंतर पैदा नहीं होगा सिलेंडर मुक्त हो जाएगा स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा इसलिए हाँ इसलिए वास्तव में हमारे पास यह हो सकता है जो मैं कहना चाह रहा हूं वह यह है कि हम समझ सकते हैं हम समझ सकते हैं दबाव हम दबाव महसूस कर सकते हैं शुरू में दबाव अंतर क्या है दबाव अंतर केवल एक ही चीज़ को तेज करने के लिए पर्याप्त है उसके बाद क्या है क्या आवश्यक दबाव अंतर है आवश्यक दबाव अंतर केवल एक निश्चित क्लैंपिंग फोर्स की मात्रा प्राप्त करने के लिए है सही है इसलिए दो पोर्टों के पार दबाव अंतर को महसूस करके कोई भी सिलेंडर को सक्रिय कर सकता है ताकि क्लैम्पिंग बल की एक निश्चित मात्रा को विकसित करने के बाद बंद हो जाए अर्थात यह पूरा विचार है तो आप देखते हैं कि आप एक निश्चित समय पर शुरू कर सकते हैं देख सकते हैं एक निश्चित बिंदु पर आप इसे स्थानांतरित करना शुरू कर सकते हैं और फिर जैसे ही यह एक टर्मिनल पर दबाव गिर जाएगा और दूसरे टर्मिनल पर दबाव समाप्त हो जाएगा उठ जाएगा और फिर जब यह एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाता है तब फिर शिफ्टिंग को रोकना पड़ता है ताकि सिलेंडर पर दबाव की एक निश्चित मात्रा पहुंच जाए तो हाँ तो ठीक यही दिखाया गया है इसलिए आप देखते हैं कि आप इस दबाव A और दबाव B का अहसास करते हैं और फिर आपको वास्तव में इस वाल्व को चलाने के लिए एक उपयुक्त तर्क का उपयोग करना होगा ताकि दबाव की एक निश्चित मात्रा हो बल विकसित किया जाता है अब यह वाल्वों के बारे में है अब वाल्व यह वाल्व अक्टूएट किया जा सकता है जैसा कि हमने देखा है कि हमारे पास सक्रिय वाल्व के लिए विभिन्न प्रकार के तर्क हो सकते हैं और न केवल हमारे पास है इसलिए मूल रूप से एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्ट्यूएटर है एक पक्ष तर्क तत्वों के साथ इंटरफ़ेस करने वाला है जो उस स्थिति को तय करता है जिसके तहत वाल्व को स्थानांतरित करना चाहिए इसलिए वे दूसरी तरफ जब वाल्व को स्थानांतरित करना चाहिए तो उसे मुख्य वाल्व को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करनी चाहिए इसलिए दो चीजें हैं जो आवश्यक हैं इसलिए वास्तव में एक इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्ट्यूएटर बनाएं अतः यह शक्ति प्रदान करता है यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है उदाहरण के लिए यह एक सीधे सॉलेनोइड संचालित वाल्व हो सकता है कि कुछ करंट जो एक कुंडल में संचालित होते हैं और यह इस स्पूल को खींचता है दूसरी ओर जैसा कि हमने हाइड्रोलिक्स के मामले में भी देखा है कि यह सीधे पायलट प्रेशर से संचालित हो सकता है आम तौर पर एयर पायलट का उपयोग किया जाता है या यह हो सकता है आप कभी कभी जानते हैं कि यह दो चरणों वाली चीज हो सकती है जहां एक इलेक्ट्रिक सिग्नल एक पायलट दबाव को ड्राइव करेगा तो एक इलेक्ट्रिक से न्यूमेटिक कनवर्टर होगा यह भी संभव है तो विभिन्न तरीके हैं आम तौर पर इलेक्ट्रिक से न्यूमेटिक नियंत्रक क्या उपयोग है क्योंकि बिजली का संकेत बहुत सरलता से उत्पन्न हो सकता है और आप हम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं हम सिग्नल पर विभिन्न प्रकार के सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग कर सकते हैं और फिर अंत में इसे सुरक्षा के उद्देश्य से या उच्च शक्ति वगैरह उद्देश्य के लिए न्यूमेटिक सिग्नल में परिवर्तित कर सकते हैं इसलिए इसलिए हम अक्सर बहुत बार हमारे पास इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्ट्यूएटर्स होते हैं इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्ट्यूएटर इसलिए मूल रूप से यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आकर्षण द्वारा काम करता है एक स्थायी चुंबक और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच इसलिए यहां तक कि अगर आप ड्राइव करते हैं या कभी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक लोहे के स्पूल के बीच दोनों ही संभव है इसलिए विभिन्न ज्यामिति हो सकते हैं एक्ट्यूएटर रोटरी या रैखिक हो सकते हैं और आमतौर पर विशिष्टताओं में शुरुआती बल स्ट्रोक की लंबाई यह कितना चल सकता है और करंट आवश्यकता शामिल होती है इसलिए आम तौर पर बल करंट के साथ साथ विस्थापन के आधार पर भिन्न होता है क्योंकि आप मूल रूप से फ्लक्स द्वारा जानते हैं इसलिए फ्लक्स वास्तव में करंट पर निर्भर करता है क्योंकि करंट में मैग्नेटो मोटिव फ़ोर्स का फैसला करता है और यह फ्लक्स पथ की रेलुक्टैंस पर भी निर्भर करता है जो अंतराल पर निर्भर करता है जो गति के दौरान बदलता रहता है इसलिए बल लक्षण करंट के साथ साथ स्थिति पर भी निर्भर करती है उदाहरण के लिए यह है आप जानते हैं एक विशिष्ट सोलेनोइड वाल्व तो आप सीधे एक सोलेनोइड वाल्व में करंट ड्राइव कर सकते हैं जो स्पूल खींचेगा इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस हो सकता है यह देखें कि यह एक थोड़ा अधिक विस्तृत विन्यास है इसलिए आपके पास संकेतों की विद्युत फीडबैक हो सकती है या तो विस्थापन हो सकता है इसलिए आपके पास स्थिति सेंसर हो सकते हैं या आप दबाव संवेदन कर सकते हैं जैसा कि हमारे पास है जैसा कि हमने चर्चा की है इसलिए यह विद्युत प्रतिक्रिया कुछ संचरण तकनीक का उपयोग करते हुए सेंसर से आती है इस मामले में हमने अभी 4 से 20 मिली एम्पीयर का उल्लेख किया है यह कुछ और भी हो सकता है और फिर उन्हें अधिग्रहित किया जाता है इस सिग्नल को एक डिजिटल नियंत्रक में अधिग्रहित किया जाता है इसलिए इसलिए अंत में डिजिटल नियंत्रक आवश्यक बल की गणना करता है जिसे वाल्व पर नियंत्रण के लिए लागू किया जाना चाहिए इसलिए यह D से A कनवर्टर के माध्यम से आउटपुट है ये A से D कन्वर्टर्स हैं क्योंकि ये सिग्नल एनालॉग हैं इसलिए उन्हें A से D में परिवर्तित करना होगा यह है हमारे पास बस उदाहरण के लिए हमने दिखाया है का एक प्रकार केवल यह इंगित करने के लिए दिखाया गया है कि डिजिटल का उपयोग करना भी संभव है आइए हम एक माइक्रोप्रोसेसर को आप इन सभी को जानते हैं इसलिए यह माइक्रोप्रोसेसर है यह सीपीयू है और यह मेमोरी है इसलिए माइक्रोप्रोसेसर अंत में एक डिजिटल कमांड देता है जो एक एनालॉग कमांड में बदल जाता है सामान्य तौर पर वास्तव में एक पावर एम्पलीफायर होगा क्योंकि एक माइक्रोप्रोसेसर आमतौर पर एक कॉइल ड्राइव नहीं कर सकता है तो आम तौर पर एक रिले का उपयोग कर सकते हैं या शक्ति एम्पलीफायरों का उपयोग कर सकते हैं तो यह है इसलिए अंत में करंट ड्रिवेन है इस आकर्षण सिद्धांत का उपयोग करते हुए यह है आप को पता है कि क्या कहा जाता है यह है यह I2P कनवर्टर है और अक्सर एक फ्लैपर नोजल सिस्टम के रूप में संदर्भित किया जाता है इसलिए क्या होता है यदि यदि यह करंट प्रवाहित होता है तो यह शुरू हो जाएगा चलना शुरू हो जाएगा यह फ्लैप है यह फ्लैपर है यह करंट के आधार पर चलना शुरू करेगा और अगर यह चलना शुरू होता है तो वास्तव में इस अंतर को बहुत ही अतिरंजित दिखाया गया है वास्तव में यह अंतर बहुत छोटा है तो और यह भी नहीं दिखाया गया है कि क्या है एक पायलट दबाव स्रोत भी है इसलिए एक पायलट दबाव स्रोत है जो एक निरंतर उच्च दबाव है अब क्या होता है नोजल की स्थिति को बदलने से देखें कि क्या होता है यदि आप कर सकते हैं यदि यह नोजल बहुत दूर है तो यह पायलट दबाव कम होने वाला है और यहीं से नोजल पर से वायुमंडल में चला जाता है इसलिए यह स्थिति यह दबाव जो यहां विकसित होगा यहां कहीं होने वाला है यहां आपके पास निकास दबाव है यहां आप पर पायलट दबाव है इसलिए यहां दबाव है आप जानते हैं बीच में कहीं अब जैसे आप यह और करीब लाते हैं यहां आपके पास नोजल है इसलिए आप फ्लैपर को करीब और करीब ला रहे हैं इसलिए आप फ्लैपर को बंद कर रहे हैं आप नोजल को बंद कर रहे हैं तो अगर यह पूरी तरह से बंद हो जाता है तो दबाव क्या होता है दबाव पायलट दबाव होता है क्योंकि वहाँ क्योंकि कोई निकास नहीं है अगर यह पूरी तरह से खुला होता तो दबाव बंद हो जाता निकास दबाव के आस पास इसलिए जैसे यह चलता है और यह और ये मूवमेंट्स मिलीमीटर के अंश हैं तो आपके पास वाल्व की पायलट पोर्ट पर दबाव की एक उच्च संवेदनशीलता उच्च लाभ भिन्नता हो सकती है और वाल्व शिफ्ट हो सकता है इसलिए आप जानते हैं वाल्व को सक्रिय करने के लिए इंटरफेस संभव हैं